यदि आपके पास उदाहरण के लिए संबंध है तो यदि आप उचित डेल्टा P देखते हैं तो यह संबंधित है डेल्टा डेल्टा G के साथ आप डेल्टा डेल्टा G जो कुछ कांस्टेंट प्लस m गुणा डेल्टा P के बराबर है उससे संबंधित कर सकते हैं तो डेल्टा P एक प्रॉपर्टी वैल्यू है और c एक कांस्टेंट है क्योंकि यदि आप एक सीधी रेखा बनाते हैं यदि आप रेखा को इस तरह से देखते हैं आप इस समीकरण का उपयोग डेल्टा डेल्टा G की गणना के लिए कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं देखें कि क्या आपके पास कुछ वैल्यूज हैं और आप समीकरण को फ्रेम करते हैं और फिर यदि आपके पास एक नया म्यूटेशन है जो आप जानते हैं c और m है और बाद में वैल्यू डेल्टा P आप डेल्टा डेल्टा H की गणना कर सकते हैं आप स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं यदि आपके पास उदाहरण के लिए यह अच्छा कोरिलेशन है यदि आप सिंगल प्रॉपर्टी से म्यूटेशन की स्टेबिलिटी की गणना नहीं कर सकते तो क्या हो सकता है तो अन्य विकल्प क्या हैं आपके पास कई प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जिसमे हमने 14 प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की फिर फिजिकल केमिकल एनरजेटिक physical chemical energeticऔर कन्फॉर्मेशनल आप मल्टीपल रिग्रेशन तकनीक के आधार पर विभिन्न प्रॉपर्टीज का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह वेरिएबलस का विस्तार करता है हम ज्ञात वैल्यूज के साथ इन समीकरणों को फिट करने का प्रयास करते हैं जो इन स्क़्वेयर्स का सरलीकरण है और हमें इसके लिए कांस्टेंट वैल्यूज मिलते हैं उदाहरण के लिए m1 m2 और हम इसे जोड़ सकते हैं एक बार कांस्टेंट वैल्यूज ज्ञात होने के बाद कोईफिशेंट ज्ञात हो जाते हैं तो किसी म्यूटेंट के लिए हम प्रॉपर्टीज की गणना करते हैं और स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए इस समीकरण का उपयोग करते हैं यह मल्टीपल रिग्रेशन तकनीक पर आधारित है फिर और दूसरी तकनीकें भी है जैसे नॉलेज बेस प्रिडिक्शन क्योंकि आप म्यूटेशन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम प्रिडिक्टशन के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं फिर हम एक वर्गीकरण रिग्रेशन टूल एवरेज असाइनमेंट विधि पेयर पोटेंशियलस साथ ही सीक्वेंसआधारित प्रिडिक्टशन का उपयोग कर सकते हैं लिटरेचर में कई विधियां मौजूद है जो म्यूटेशन होने के बाद स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करती हैं तो हम कुछ विधियो की चर्चा करेंगे मुख्य रूप से एवरेज असाइनमेंट विधियों पेयर पोटेंशियलस के साथ साथ सीक्वेंस से प्रेडिक्शन कैसे करें इसलिए यदि आप सर्च करते हैं तो प्रोथर्मडेटा से आपको बहुत अधिक डेटा मिलेगा इसलिए यदि आप इस डेटा को देखते हैं तो आप कई डेटा देख सकते हैं रिपीटेशन देख सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप किसी विशेष प्रोटीन के लिए एलेनिन से वेलिन को देखते हैं आप देख सकते हैं कि यह डेटा अलग अलग तापमान या अलग अलग pH या अलग अलग बफरस और अलग अलग कंसंट्रेशन में प्राप्त किया जा सकता है इस मामले में हमारे पास समान म्यूटेशनसmutations के लिए अलग अलग डेटा हो सकता हैं आपको ध्यान से जाँचना होगा और पहले हमें डेटा के डुप्लीकेशन को निकालना होगा यह भी संभव है कि एक ही डेटा विभिन्न पेपरों से रिपोर्ट किया हो क्योंकि रिसर्च सभी के लिए खुला है इसलिए यह जरूरी नहीं है कि केवल एक ही समूह ने विशिष्ट प्रकार का रिसर्च करना चाहिए क्योंकि यह बहुत कॉम्पिटेटिव है एक ही समय में कई समूह समान प्रोटीनस पर काम करते हैं इस मामले में जब उन्हें डेटा मिलेगा तो वे अपनी जानकारी के साथ प्रकाशित करेंगे इसलिए यह संभव है कि डेटा जमा करने के लिए आपके पास अलग अलग समूहों से समान डेटा हो इसलिए प्रोथर्म में लिटरेचर में प्रकाशित सभी पेपर्स को ध्यान में लिया जाता है क्योंकि हम निश्चित नहीं हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए तो इस मामले में हमें अलग अलग तरीकों से डुप्लीकेशन को निकालना होगा जबकि यूनिक डेटा आप जैसे के तैसा ले सकते हैंयदि इसे डुप्लिकेट किया जाता है तो आप डेटा की जांच कर सकते हैं या तो आप पेपर्स पढ़ सकते हैं और विधि देखें किस विधि का उपयोग उन्होंने किया या एवरेज वैल्यूज देखें यदि डेटा बहुत करीब हैं उदाहरण के लिए 1 किलो कैलोरी से कम डेविएशन कहें इस मामले में आप विशिष्ट म्यूटेशन के लिए एवरेज ले सकते हैं यदि यह ज्यादा ही डेविएटेड है तो आप आउटलायरस को हटा सकते हैं और इन एवरेज वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं और आप इस वैल्यू का इस्तेमाल मॉडल निर्माण मे कर सकते हैं और किन शर्तों पर एक्सट्रीम स्टेबिलिटी है उसे प्रेडिक्ट कर सकते है इधर एक्सट्रीम स्टेबिलिटी क्यों है यहां आप एनालिसिस करने का प्रयास भी कर सकते हैं तो अब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी का भी विचार कर सकते हैं आप प्रभाव देख सकते हैं यदि आप ऐसा करना चाहते हैं यदि स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है तो हम या तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं या आप डेटा को नष्ट कर सकते हैं तो आप दोनों ऑप्शनस इस्तेमाल कर सकते हैं एक है या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ASA को प्रेडिक्ट करें और इसका इस्तेमाल प्रेडिक्शन के लिए करें और यदि यह ऑप्शन नहीं है यदि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की जानकारी चाहिए और यह वहां नहीं है तो आप डेटा को नष्ट कर सकते हैं तो अंत में हम डेटा सेट विकसित कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास डेटा सेट है तो हमारे पास सभी डेटा हैं तो हम म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी का निर्माण कर सकते हैं यह डेटा मैं आपके डेटा सेट का निर्माण करते समय सभी म्यूटेशनस के लिए दिखाता हूं हम सभी डुप्लिकेट डेटा नष्ट कर रहे हैं और यदि आप केवल यूनिक डेटा लेते हैं तो आपको अपने डेटा सेट के साथ इसी प्रकार का मैट्रिक्स मिलेगा इसके बारे में क्या है इस मैट्रिक्स में कितने डेटा हैं आमतौर पर हमें मिलता है विद्यार्थी 20 20 विद्यार्थी 19 19 विद्यार्थी 380 यह 380 म्यूटेशनस के बराबर है जैसा कि मैंने पहले चर्चा की सभी म्यूटेशनस एक समान नहीं होते हैं म्युटेंट के प्रकार के अनुसार कुछ मामलों में आपके पास ज्यादा डेटा होता है कुछ मामलों में आपके पास कम डेटा होता है मुख्य रूप से एलेनिन म्यूटेशन में हमारे पास अधिक संख्या में डेटा है और अन्य म्यूटेशनस में उदाहरण के लिए ग्लाइसिन से मेथियोनीन 0 है इसलिए कई मामलों में हमारे पास कम संख्या में डेटा है डेटा की संख्या के आधार पर एवरेजअसाइनमेंट मेथडस काम करती है इसलिए यदि आपके पास अधिक संख्या में डेटा है तो हमें अच्छे रिजल्टस मिलेंगे यदि उस मामले में डेटा की कम संख्या है तो इस मामले मे हम नहीं जानते कि विशिष्ट म्युटेंट के लिए वह विधि कैसी है इसलिए यहां मैं आपको स्टेबलाइजिंगऔर डिस्टेबलाइजिंग म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी दिखाऊंगा यहां हमने विशिष्ट शर्तों का इस्तेमाल किया उदाहरण के लिए पीएच यदि यह 7 है तो हम 5 से 9 लेंगे और विशिष्ट तापमान और अंत में हमने सभी डेटा एकत्र किया और उसे 2 समूहों में वर्गीकृत कियाएक स्टेबलाइजिंगऔर दूसरा डिस्टेबलाइजिंग तो यदि आप संख्याओं को देखते हैं तो यह संख्याएं डिस्टेबलाइजिंग म्युटेंट्स के लिए है और जो पैरंनथेसिस में है वह स्टेबलाइजिंग म्युटेंट्स के लिए है यदि आप इस टेबल को देखते हैं तो आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं उदाहरण के लिए कुछ म्यूटेशनस वैलिन से एलेनिनवेलिन से एलैनिन क्या है यहां अधिकांश म्यूटेंट डिस्टेबलाइजिंग हैं कि कितने पूरी तरह से पूरी तरह से कितने म्यूटेंट 48 48 44 डिस्टेबलाइजिंग हैं इसका मतलब है 90 प्रतिशत या 90 प्रतिशत से अधिक इसी तरह यदि आपRefer Time 0650 कुछ अन्य म्यूटेशनस पाते हैं जो मुख्य रूप से डिस्टेबलाइजिंग हैं यहां W से एलैनिन10 म्यूटेंटस है और सभी 10डिस्टेबलाइजिंग हैं तो कोई अन्य उदाहरण फिनाइलएलैनिन को विद्यार्थी एलेनिन एलेनिन एलेनिन फिनाइल F 2 A ठीक ये F 2 A है अगर आप F 2 A लेते हैं तो कितने म्यूटेशंस 27 या 27 25 या डिस्टेबलाइजिंग होते हैं अब यह Y से A यह 23 है I से A 37 37के लिए I से T 8 से 8 तक तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल से आप देख सकते हैं कि कुछ म्यूटेशनस हमेशा डिस्टेबलाइजिंग होते हैं या ज्यादातर वे डिस्टेबलाइजिंग होते हैं ये यूनिक डेटा हैं जो आप प्रोथर्मडेटाबेस से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कुछ शर्तों के अनुसार क्या आप देखते हैं कि डेटा की संख्या कम है लेकिन आप एक प्रचलन देख सकते हैं इसी तरह अगर आप N से I तक ले जाते हैं तोआप डिस्टेबलाइजिंग म्यूटेशनस देख सकते हैं N से I तक का मामला क्या है 2 से 2 तक में से 2 यह 2 से 2तक केवल 2 म्यूटेशनस हैं जो दोनों को स्टेबलाइज कर रहे हैंK से S क्या है केवल 1 यह 1 से 1तक है तो कोई भी अन्य स्टेबलाइजिंग म्यूटेशनस यदि आप देखते हैं कि यह 2 E से W है तो यह दोनों स्टेबलाइजिंग हैं लेकिन संख्या बहुत कम है क्योंकि डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन की तुलना में एक प्रोटीन को स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यदि आप कोई भी म्यूटेशनस करते हैं तो वे प्रोटीन को डिस्टेबलाइज कर देंगे इसलिए क्योंकि म्यूटेशनस को बढ़ाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है की स्टेबलाइजिंग म्यूटेशनस कम हो तो यही कारण है कि संख्या कम है यदि आपके पास कुछ मामले स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग दोनों के हैं उदाहरण के लिए 9 में से K से M तक ले तो यदि आप K को M 9 तक लेते हैं तो 4 डिस्टेबलाइजिंग हैं और 5 द्वारा 9 स्टेबलाइजिंग हैंइस मामले में हम सभी जानते हैं कि यदि आप लाइसिन को मेथिओनिन में बदलते हैं तो यह स्टेबलाइज हो सकता है तो फिर अन्य उदाहरण ले जो स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं विद्यार्थी E से L E से Lविद्यार्थी E से S या E से L E से Lविद्यार्थी 2 2 से निकलता है निकलता है यह वही है यह वही है 42 क्या हैं 50 प्रतिशत हैं हम नहीं जानतेइसलिए यदि आप एवरेज असाइनमेंट मेथड करते हैं यदि आप कई म्यूटेशनस और डिस्टेबलाइजेशन देखते हैं उदाहरण के लिए वेलिन से एलेनिन यदि आपके पास नया म्यूटेशन एलेनिन से वेलिन हैं तो आप यह असाइन कर सकते हैं कि यह डिस्टेबलाइजिंग है या यदि आप म्यूटेशन एसपरजिन से आइसोल्यूसिन में पाते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं यह कहें कि यह डिस्टेबलाइज हो जाएगा और दूसरी तरफ यदि उदाहरण के लिए कुछ मामले Vसे I E से K V से I क्या है फिर आप V से I 8 और 10 8 से 18 तक और 10 से 18 तक देख सकते है इस मामले में हम नहीं जानते कि स्टेबलाइज करना या डिस्टेबलाइज करना अधिकतम संख्या के साथ हम स्टेबलाइजिंग लेंगे इस मामले में हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव वैल्यूज होंगी बराबर तो हम इन संख्याओ को असाइन करते हैं और आप स्टेबिलिटी परिवर्तन प्रिडिक्ट कर सकते हैं चाहे यह बढ़े या घटे यह बहुत आसान है एक मैट्रिक्स बनाएं अब हम स्टेबलाइजिंग म्यूटेंट और डिस्टेबलाइजिंग म्यूटेंट को जानते हैं और आप एक टेबल बना सकते हैं ये ऐसे म्यूटेशनस हैं जो स्टेबलाइज होते हैं और ये ऐसे म्यूटेशनस हैं जो डिस्टेबलाइज होते हैं यदि यह 0 है 0 तो हमें नहीं पता कि हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी नए म्यूटेशन के लिए यदि आप प्रत्येक स्थान पर एक प्रोटीन लेते हैं तो यह 19 संभावनाएं हो सकती हैं आप इन म्यूटेशनस को कर सकते हैं और ज्ञात डेटा के साथ प्रतिशत सटीकता प्राप्त कर सकते हैं आप लगभग 60 से 70 प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं डेटा के आधार पर 70 प्रतिशत तक सटीकता आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इस मामले में हमें बहुत ज्यादा परफॉर्मस मिलेगा क्योंकि यह म्यूटेशनस बार बार होने वाले म्यूटेशनस हैं इस मामले में आप की सटीकता बहुत अधिक हैं तो क्या होगा अगर स्टेबलाइजिंगऔर डिस्टेबलाइजिंग प्रभाव है यहां तक कि इन स्टेबलाइजिंग प्रभावों में कुछ मामले दूसरी तरफ है अब हम सभी म्यूटेंटस एक साथ लेते हैं अब इन म्यूटेंटस को सेकेंडरी स्ट्रक्चरस या सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी के आधार पर वर्गीकृत करना संभव हैयदि आप इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चरस के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो हम 3 वर्ग हेलिक्स स्ट्रैंड और कॉइल बना सकते हैं यदि आप एक्सेसिबिलिटी के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो भी हम 2 वर्ग या 3 वर्ग बना सकते हैं उदाहरण के लिए बरीड या आंशिक रूप से बरीड या सतह बराबर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चरस के 3 समूह बना सकते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए 3 समूह तो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आधार पर 3 मैट्रिक्स और एक्सेसिबिलिटी के आधार पर 3 मैट्रिक्स हैंफिर यदि नए म्यूटेशंस होते हैं तो आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जांच करेंगे यदि यह हेलिक्स है तो हेलिक्स मैट्रिक्स चुनें यदि यह स्ट्रैंड है तो स्ट्रैंड मैट्रिक्स चुने या आप बरीड और सतह से ले सकते हैं फिर आप जोड़ सकते हैं सॉल्वैंट्स एक्सेसिबिलिटी के आधार पर 9 मैट्रिक्स हेलिक्स स्ट्रैंड और कॉइल के लिए बनाए इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ASA दोनों के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो भी 3 गुणा 3 याने 9 मैट्रिक्स मिल सकते हैं अब यदि आपके पास कोई नया म्यूटेंट है तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चरऔर सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी की जांच करनी है फिर उस हिसाब से डेटा चुने बराबर तो इस वर्गीकरण के होने का नुकसान क्या है इस वर्गीकरण के होने का क्या फायदा है विद्यार्थी अधिक सटीक प्रेडिक्शन ठीक फायदा यह है कि एक ही म्यूटेशन को जगह के आधार पर यह स्टेबलाइज है या डिस्टेबलाइज आप वर्गीकृत कर सकते हैं इस मामले में आपकी एक्यूरेसी सुधरेगी नुकसान यह हैं कि आपको पर्याप्त मात्रा में डेटा नहीं मिलेगा यदि आप सभी 20 अमीनो एसिडस को समूह में वर्गीकृत करते हैं यदि आपके पास ज्यादा मात्रा में डेटा है तो इसे वर्गीकृत करना आसान है और आप बेहतर अनुमान लगा सकते हैं अब यदि आप रियल वैल्यूज प्रेडिकट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते है विद्यार्थी एक्यूरेट उदाहरण के लिए यदि आपके पास म्युटेंटस है जो C से A 4 हैहमारे पास चारों के लिए वैल्यूज है और औसत ले अब यह वैल्यू 19 है यह डिस्टेबलाइजिंग के लिए है और स्टेबलाइजिंग के लिए वैल्यू पैरंनथेसिस मे है यदि आपके पास वैल्यूज है तो अब आपके पास कोई म्यूटेशन है उदाहरण के लिए एलेनिन से वैलीन तो आप कह सकते हैं यह 17 है क्योंकि यह उच्चतम वैल्यू है इसे रखें 17 अब सब वैल्यूज को मान लीजिए और आप त्रुटि की गणना कर सकते हैं तो त्रुटि की गणना कैसे करें जब हम प्रायोगिक वैल्यू को प्रिडिक्टेड वैल्यू में से घटIएंगे अब पूर्ण वैल्यू लेंगे क्योंकि या तो पूर्ण वैल्यू ज्यादा होगी या प्रिडिक्टेड वैल्यू तो सब को जोड़ेंगे और उनको N से विभाजित करेंगे यहां N म्यूटेंट की पूर्ण संख्या है आपने प्रिडिक्टेड वैल्यूज ली पूर्ण वैल्यूज लीऔर आप यह N ले सकते हैं और आप कोरिलेशन की भी गणना कर सकते हैं क्योंकि यहां हमारे पास प्रायोगिक और प्रिडिक्टेड दोनो वैल्यूज है तो स्टेटस क्या होगा जब आप इस प्रकार करेंगे आपको 70 प्रतिशत एक्यूरेसी मिलेगी आप स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग मे अंतर कर सकते हैं पर यदि आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ASA के साथ वर्गीकरण करेंगे तो आपको 80 प्रतिशत एक्यूरेसी मिलेगी यदि आप विभिन्न टेस्ट करते हैं तो आपको 80 प्रतिशत एक्यूरेसी मिलेगी कोरिलेशन लीजिए यह 05के आसपास है और यहां भी आप लगभग 07 कोरिलेशन देख सकते हैं इसका मतलब जब आप कोई भी विधि लेते हैं तो यह न्यूनतम एक्यूरेसी और कोरिलेशन है हमें यह असाइनमेंट विधि से मिला अब हम परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अधिक जानकारी शामिल करेंगे तो चले देखे दूसरी कौन सी विधियां है तो सबसे प्रचलित विधि ऊर्जा पर आधारित विधि है क्योंकि विभिन्न इंटरेक्शनस के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और यदि आप किसी रेसिड्यू को म्यूटेट करते हैं तो इससे ऊर्जा खराब होगी जो ऊर्जा को विचलित करेगी या सुधार करेगी जो आपको बता सकती है कि इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी एनरजेटिक अप्रोच को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं

फिजिकल केमिकल एनरजेटिक कंफर्मेशन प्रॉपर्टीज तो हम कोरिलेशन कोईफिशेंट से संबंधित कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा डेल्टा G डेल्टा म्युटेंट माइनस डेल्टा वाइल्ड हमें पता है फिर हम स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए अलग अलग विधियां विकसित कर सकते हैं या तो रिग्रेशन तकनीकें या एवरेज असाइनमेंट मेथड या अलग अलग पोटेंशियलस फिर हम अलग अलग रूल्स इन म्यूटेशंस की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमने विभिन्न स्ट्रक्चर बेस पैरामीटर्स सीक्वेंस बेस पैरामीटरस पोटेंशियल एप्लीकेशनस के पैरामीटरस विकसित किए क्योंकि हमने रिग्रेशन तकनीको की चर्चा की बराबर तो म्यूटेंटस की स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए हम इन सब पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ इनकी दूसरी पोटेंशियल एप्लीकेशंस भी है उदाहरण के लिए फोल्डिंग रेट्स समझने के लिए और प्रोटीन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है यह समझने के लिए और इसी तरह तो इसकी चर्चा मैं आने वाली कक्षाओं में करुंगा ध्यान देने के लिए धन्यवाद